नमस्ते छात्रों तो पिछली कक्षा में हमने सदिश कलन में ग्रीन्स प्रमेय को शुरू किया था तो हमने देखा की यदि आपके पास दो फलन हो माना की M तथा N जिनके x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकल संतत् है तब इस स्थिति में आप समयीका को लिख सकते है तथा आप रेखा समाकलन को इस प्रकार करेगे की क्षेत्र R जो की वक्र C से परिबद्ध है तो इसका अर्थ है की एक तरह से आप घडी की विपरीत दिशा में चलते है तो यह ग्रीन्स प्रमेय का कथन है जिसके उदाहरणों को हम प्रमाणित करेगे बात यह है की हमें ग्रीन्स प्रमेय गॉस प्रमेय या स्टॉक्स प्रमेय को क्यों पढना चाहिए तो आप देख सकते है की आपके पास बांये हाथ की और सर्फेस समाकलन है परन्तु दाहिने हाथ की और रेखा समाकलन है तो कभी कभी रेखा समाकलन ज्ञात करना असं नहीं होता तब आप M तथा N का आंशिक अवकल ज्ञात करे उससे सर्फेस समाकलन ज्ञात कर ले तथा बहुत सी बार यह बहुत ही असं हो जाता है या मानते है की आपके पास सर्फेस समाकलन है तथा इसका क्षेत्र जटिल है तथा अन्य चीजे है तो मूलतः बात यह है की आपको M तथा N की पहचान करनी होगी तथा तब आप रेखा समाकलन कर सकते है तो यह सर्फेस समाकलन को रेखा समाकलन में बदलने का बहुत असं तरीका है या रेखा समाकलन को सर्फेस समाकलन में तथा बहुत सी बार हमारी जिंदगी में इन में से किसी एक सर्फेस या रेखा समाकलन को ज्ञात करना आसन है तथा यह किसी तरह जटिल है तो यह परिवर्तन करने के लिए कभी हमें समाकलन ज्ञात करना होता है परन्तु अभी हम केवल इस प्रमेय को प्रमाणित करेगे तो चलिए हम देखते है की यह कैसे कर सकते है तो प्रमाणित करने के क्रम में इस उदाहरण के साथ तो समतल पर समाकलन पर ग्रीन्स प्रमेय के प्रमाण में जहाँ C वक्र yx तथा xy2 से परिबद्ध क्षेत्र है तो ग्रीन्स प्रमेय को प्रमाणित करने के क्रम में सब से पहले हमे M तथा N को पहचानना होगा तो चलिए कथन को देखते है तो कथन यह है की आपके पास एक सर्कुलेशन है या मानते है की रेखा समाकलन है तो यहाँ आपके पास dx है तथा तब आपके पास dy है तो इसका अर्थ है की यह हमारा M तथा यह हमारा N है तो तल में ग्रीन्स प्रमेय से तो तल क्या है तो हमारे पास x y है तो यह हमारी रेखा yx है तथा उसके बाद हमारे पास परवलय x2y है तो यह हमारा परवलय होना चाहिए तो हमें इस प्रकार जाना होगा की क्षेत्र आपके बांयें हाथ की और हो तो इसका अर्थ है की हम घडी की विपरीत दिशा में चल रहे है तथा तब यह अन्तःखंड के बिन्दु मानते है की P ज्ञात इया जा सकता है तो यह मूलतः दो बिन्दुनों पर काटते है एक मूल बिन्दुं और दूसरा P है तो तल में ग्रीन्स प्रमेय से हम प्रमाणित कर सकते है की जहाँ Mxyxyy2 Nxyx2 तो यह हमारे M तथा N है अब वक्र yx तथा x2y काटते है तो हम इन दोनों समीकरणों को हल कर के अन्तःखंडों के बिन्दुओं को ज्ञात करता है तो यदि आप इन्हें हल करे तो हमें yx प्रतिस्थापित करना होगा तो यह x2 x0 होगा तो दो संभव बिन्दुं 0 तथा 1 है तथा तो y भी 0 तथा 1 है इसलिए 00 तथा 11 पर अन्तःखंड होगा तो हम केवल इन दो समीकरणों हल करेगे तथा हम इन दो बिन्दुओं पर अन्तःखंड ज्ञात करेगे तो हमारे पास यह दो अन्तःखंड वाले बिन्दुं है अब ग्रीन्स प्रमेय को प्रमाणित करने के क्रम में हम सब से पहले 𝜕𝑁𝜕𝑥 तथा 𝜕𝑀𝜕y की गणना करेगे

तो यह मूलतः 2x तथा होगा अब हम सर्फेस समाकलन की गणना करेगे

तो हम प्रथम y के सापेक्ष समाकलन करेगे तो यह होगा तो हम पहले y के सापेक्ष समाकलन करेगे सीमा प्रतिस्थापित कीजिए तथा तब हम x के सापेक्ष संकलन करते है तो अंततः हम y के सापेक्ष समाकलन करने पर प्राप्त करते है तथा मान रखने पर तो यह मूलतः 120 है अब यह आपका सर्फेस समाकलन है अब हम रेखा समाकलन को ज्ञात करेगे की यह मानों के सामान है या नहीं तो सर्कुलेशन वाले भाग के लिए देखते है की वास्तव में यह संवृत वक्र है परन्तु यह खंडशः स्मूथ है तो यह यहाँ से यहाँ तक संतत् है तथा यहाँ से यहाँ तक भी तो वास्तव में हम इन दो पथ के अनुदिश रेखा समाकलन कर रहे है तो प्रथम हम इस पथ के अनुदिश ज्ञात करते है तथा उसके बाद इस पथ के अनुदिश तो हमने इस प्रकार के उदाहरण किये है तो यदि हम वापस जाते है तो यह हमारा है तो परवलय के इस भाग को हम C1 तथा सीधी रेखा को C2 मानते है अब C1 के अनुदिश हमारे पास yx2 तथा इसलिए dy2xdx तो मैं dy2xdx प्रतिस्थापित करता हूँ यहाँ तथा x 0 से 1 तक बदलता है तथा इसीलिए इस रेखा के अनुदिश हमारे पास y बराबर तथा C2 के अनुदिश yx है तो dydx तो हम yx तथा dydx प्रतिस्थापित करते है तो चलिए इसे कहते है अब हम रेखा समाकलन ज्ञात करते है जहाँ सीमा 0 से 1 तक है चलिए मैं सभी को बड़े ब्रेकेट में रखता हूँ तो यह हमारा दिया गया समाकल है तथा यदि आप इस पुरे को ज्ञात कर रहे है तब आपको 120 ज्ञात होता है तो यह बहुत जटिल नहीं है गीता करने में तो वास्तव में यहाँ ऋण चिन्ह है क्योकि हम आपको यह बताना भूल गए की दिशा विपरीत है तो यदि हम दिशा को परिवर्तित करते है तो इसका अर्थ है की हम 1 से 0 पर जा रहे है तो यदि हम 1 से 0 पर जा रहे है तब मैं दिशा बदलना चाहता हूँ मैं 0 से 1 पर जाता हूँ तो मुझे यहाँ ऋण चिन्ह लगाना होगा तो यह सवाभाविक है की जो हमें याद है तथा यहाँ ऋण चिन्ह रखते है क्योकि प्रारम्भिकतोर पर यह 1 से 0 होना चाहिए था तो अब हम 0 से 1 कर रहे है तो ऋण चिन्ह तथा तब आप ज्ञात करेगे तथा तब 120 प्राप्त होता है तो देखिये की इस प्रकार हम ग्रीन्स प्रमेय को सत्यापित करते है तो यह सभी प्रमेय थोड़े बड़े होगे तो ग्रीन्स प्रमेय स्टॉक्स प्रमेय या गॉस प्रमेय यदि आप सत्यापित करना चाहते है तब यह थोडा लम्बा होगा क्योकि आपको दोनों और को जांचना होगा तो इस स्थिति में हमें यह देखना होगा की हमारा M तथा N क्या है तथा वहां से हमें 𝜕𝑁𝜕𝑥 𝜕𝑀𝜕𝑦 की गणना करनी होगी तथा यहाँ रखना होगा तथा सर्फेस समाकलन को सरल करना होगा इसी प्रकार रेखा समाकलन के लिए मुझे दो अलग अलग पथ के अनुदिश रेखा समाकलन ज्ञात करना होगा तथा यहाँ रखना होगा तथा यह देखना होगा की दोनों और बराबर है या नहीं तो क्योकि दोनों और बराबर है तो इसका अर्थ है की इस स्थिति में ग्रीन्स प्रमेय सत्य है तो यह रुचिकरण उदाहरण था जिस में आप ग्रीन्स प्रमेय को प्रमाणित कर सकते है इसी प्रकार रेखा समाकलन के लिए मुझे दो पथों के अनुदिश रेखा समाकलन करना है तथा यहाँ प्रतिस्थापित करना है तथा केवल देखे की दोनों तरफ बराबर है या नहीं तो क्योकि दोनों और बराबर है अतः ग्रीन्स प्रमेय सत्य है इस स्थिति में तो यह रुचिकर उदाहरण है जहाँ आप ग्रीन्स प्रमेय को सत्यापित कर सकते है चलिए एक अन्य उदाहरण लेते है जहाँ हम जटिल समाकलन को हल करने के लिए ग्रीन्स प्रमेय का प्रयोग करेगे तो उदाहरण 2 ग्रीन्स प्रमेय के पयोग से जहाँ C आयत है किसके शीर्ष 00𝜋0𝜋1 01 है तो हमारे पास एक क्षेत्र है तो चलिए मैं इस क्षेत्र R xy को बनता हूँ तो यह हमारा आयत है तो हमारे पास शीर्ष 00𝜋0 है जिन्हें A तथा B 𝜋1 है तथा यह एक 01 है तो यह हमारा क्षेत्र R है यह वक्र C है जिसके अनुदिश हमें रेखा समाकलन की गणना करनी है तो ग्रीन्स प्रमेय से हम सब से पहले देखेगे की हम ग्रीन्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते है या नहीं तो सब से पहले हमारे पास है जो की स्वाभाविकरूप से अव्कलानीय है तथा मेरे पास संतत् आंशिक अवकल होगा प्रथम क्रम का तथा तब हमारे पास ysinx है जिसके भी संतत् आंशिक अवकल है तो इसका अर्थ है यह हमारे M तथा N है तथा यह दोनों सुपरिभाषित है तो ग्रीन्स प्रमेय से हमें लिखना होगा या जब हम इसका प्रयोग करते है तो तो जब हम ग्रीन्स प्रमेय का प्रयोग करते है तब यह होगा तो इसका अर्थ है क्योकि हमारे M तथा N का संतत् प्रथम क्रम का आंशिक अवकल है मैं ग्रीन्स प्रमेय का प्रयोग कर सकता हूँ तथा इस लिए इस रेखा समाकलन को सर्फेस समाकलन में बदला जा सकता है तो यदि मैं इस रेखा समाकलन को सर्फेस समाकलन में बदल देता हूँ तब हमारा N𝑥𝑦𝑦sin𝑥 तो 𝜕𝑁𝜕𝑥cos𝑥 तथा हमारा 𝑀𝑥𝑦𝑥2−cosh𝑦 तो यदि हम अवकलन करे तो 𝜕𝑀𝜕𝑦−sinh𝑦 तो तब हम इस सर्फेस समाकलन में यह प्रतिस्थापित करेगे मानते है की तो क्योकि हमारे पास x तथा y का कोई गुणन या ऐसा ही कुछ और नहीं है तो इसका अर्थ है की हमारे पास x या y का कोई फलन नहीं है तो यह समाकलन करना सही में आसन है क्योकि तब हम पदों को अलग कर सकते है तथा एक बार जब हम अलग कर लेते है समाकलन है तो आप देखा सकते है की प्रारम्भ में हमारे पास बहुत ही जटिल रेखा समाकलन था हल करने के लिए परन्तु हमने ग्रीन्स प्रमेय की सहायता ली जिसके अनुसार आप इस सामयिक का प्रयोग तभी कर सकते है जब की M तथा N x तथा y के संतत् प्रथम क्रम के अवकल हो मुझे विश्वास है की हमारा फलन सुपरिभाषित है मैं बस आंशिक अवकल ज्ञात करूँगा तथा इसे बांये हाथ की औररखूँगा इस सूत्र के तथा यह हमें अच्छा परिणाम प्रदान करेगा तो यह वैसी ही एक स्थिति है जहाँ हम प्रमेय का प्रयोग कर सकते है तथा चाहे गए परिमाण को प्राप्त कर सकते है इसी प्रकार हम एक उदाहरण को हल कर सकते है तो चलिए इस उदाहरण को लेते है ग्रीन्स प्रमेय से ज्ञात करने कके लिए तो यहाँ विशेषरूप से ग्रीन्स प्रमेय के अनुसार जहाँ C वृत्त 𝑥2𝑦21 है तो यहाँ पुनः हमें एक जटिल अभिव्यक्ति दी गई है हल करने के लिए तथा स्वाभाविकरूप से जब आपको कहा जाता है की आपको ग्रीन्स प्रमेय का प्रयोग करना है तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो हम देखेगे की हम ग्रीन्स प्रमेय का प्रयोग कैसे कर सकते है तो सब से पहले हमारे पास cos𝑥sin𝑦−𝑥𝑦 sin𝑥cos है तो यह हमेशा अच्छा फलन है तो सही में उनका संतत् आंशिक अवकल है तो हमें उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तो तब हम 𝑥𝑦cos𝑥sin𝑦−𝑥𝑦 लिखेगे तो हमारा क्या होगा 𝜕𝑀𝜕𝑦cos𝑥cos𝑦−𝑥 तथा 𝑥𝑦sin𝑥cos𝑦 तो इसलिए ग्रीन्स प्रमेय से हमारे पास है तो आप देखेगे की हम मूलतः बहुत सरल अभिव्यक्ति है हल करने का तो अत्यंत जटिल के साथ कार्य कर के हमें बहुत सरल अभिव्यक्ति प्राप्त होती है कार्य करने के लिए तो चलिए मैं लिखता हूँ क्योकि यह y की परास है तथा यह x की परास है तो x की परास 0 से 1 तक है या हम क्या कर सकते है तो यहाँ आप समाकलन कर सकते है तथा तब हम मूलतः 𝜕𝑁𝜕𝑥 ज्ञात किया तो यह हमारा M है तथा यह हमारा N है तो यह M है तो यह मेरा M है तो 𝜕M𝜕𝑥cosxcosy x तो यह मूलतः है तो अंततः हमें यहाँ प्राप्त होता है तो हम ज्ञात करेगे तो या तो हमारे पास है या हम xrcos 𝜃 तथा ysin 𝜃 को प्रतिस्थापित करेगे तो इस स्थिति में सर्फेस समाकलन होगा तो यहाँ आप देख सकते है की यह दिया गया है जिसमे हमें इस वक्र C पर रेखा समाकलन की गणना करनी है मुझे लगता है फलन सही नहीं है तो यह मेरा M है तथा यह हमारा N है तो हमें 𝜕𝑁𝜕𝑥 की गणना करनी होगी जो की cosxcosy है तथा तब हम यहाँ 𝜕M𝜕𝑥 की गणना करेगे जो की cosxcosy x है तो हम सब कुछ इसमें प्रतिस्थापित करेगे बांयें हाथ की और तथा तब हम कुछ गणना करना चाहते है तथा हम चाहे इस तरह आगे बड़े या हम इस तरह आगे बड़े इस तरह यह हमारे ऊपर है तथा हम बस xrcos𝜃 yrsin𝜃 प्रतिस्थापित करते है तथा अंततः हल 0 हैं तो समाकलन को देखिये सीमा का अनुमान लगाना आसान नहीं है क्योकि समाकलन का मान सीमा मान पर नहीं है समाकलन का मान 0 होगा परन्तु यह केवल ग्रीन्स प्रमेय के प्रयोग से है हम यह प्रदर्शित करने में सक्षम है की समाकलन 0 है कुछ सरल आंशिक अवकल कर के तो आपको समझ आगया है की वास्तव में हमें क्या करना होता है यहाँ कोई त्रुटी हो सकती है तथा गणना करते समय मुझे लगता है की आप समझ गए परन्तु सन्देश स्पष्ट है की रेखा समाकलन कुछ भी हो तथा यदि आपके M तथा N के संतत् आंशिक अवकल है तब ग्रीन्स प्रमेय के प्रयोग करे तथा यहाँ बहुत अधिक सम्भावना है यदि आप ग्रीन्स प्रमेय के प्रयोग कर के पुरे समाकलन को आसान बना सकते है तथा आप इसी स्थिति की तरह या पिछाली स्थिति की तरह आप ज्ञात सूत्रों का प्रयोग करे या ज्ञात गणना का मान ज्ञात करने के लिए तो आज हमने ग्रीन्स प्रमेय के बारे में पढ़ा तथा देखा की आप इसका प्रयोग कैसे कर सकते है तथा यह हमारी जिंदगी सर्फेस समाकलन या रेखा समाकलन के प्रयोग से गणना कैसे आसान हो जाती है तोआज के लिए अब में खत्म करता हूँ तथा अगली कक्षा में हम गॉस डाइवरजेन्स प्रमेय शुरू करेगे तोध्यान देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ